प्रोफेसर बाला नमस्कार डिज़ाइन थिंकिंग के परीक्षण चरण में आपका स्वागत है नहीं हम यहाँ संगीत नहीं सीख रहे हैं हम यहाँ संगीत के लिए नहीं मौजूद हैं हम यहाँ आज डिज़ाइन समस्या के परीक्षण चरण मे हैं जिस समस्या को मेरी टीम ने अंतिम चरण में चुना था जो शिक्षा मे नोट्स लेने से संबंधित थी और अब हम यहाँ कुछ समाधान के साथ हैं जो संपूर्णता में समाधान नहीं हैं वे अभी भी अपने शुरुआती रूप में हैं तो जैसा की मैंने अपनी पिछली कहानी मे वर्णन किया था जो की हाथी और अंधे पुरुषों के बारे मे थी उसी तरह इस डिज़ाइन समस्या के हल और विशेषताओ को भी हमने खोज़ना चाहा जिससे यह समस्या के संपूर्ण समाधान की तरह हो सके इनके पास पहेली के टुकड़े थे जिसे ये एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे बिलकुल उसी तरह जिस तरह अच्छे संगीत कलाकारों की टुकड़ी एक साथ आने पर बेहतर संगीत की संरचना करती हैं तो परीक्षण के चरण मे हम यही करने जा रहे हैं विभिन्न विचारों को प्राप्त करने की कोशिश उन्हें एक साथ मिलाने की कोशिश और फिर यह देखना कि एक साथ यह सब कैसे काम करता है क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे जब आप क्रियान्वित करते हैं तब आपकी विचार प्रक्रिया बहुत अधिक ठोस रूप लेने लगती है बेशक यह यहाँ पर ही नहीं रुकता है आपको इसे अपने उपयोगकर्ताओं तक ले जाने की आवश्यकता होती है जिनकी आप अंततः मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आप उनकी प्रतिक्रियाएँ लेते हैं इस तरह एक प्रक्रिया चालू हो जाती है तो वही अब हम अपने साथियों के साथ दो चरणों मे करने जा रहे हैं पहले चरण मे जो हम करने जा रहे हैं वह यह है कि क्या हम वास्तव मे एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं जिसके लिए सबसे पहले मैं अपने साथियों से उनकी इस प्रोटोटाइप के बारे मे मान्यताओं को जानना चाहूँगा यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें यह पहले पता लगाना होगा की वो क्या है जिसे कि हम अपने उपयोगकर्ताओं के साथ परीक्षण करने जा रहे हैं हमारे पास कुछ विचार कुछ पूर्व धारणाएं हो सकती हैं और यही चीज है जिसका परीक्षण करना ज़रूरी होगा तो यहाँ हमारी टीम फिर से है आप इनसे पहले भी कई बार मिल चुके हैं और आज की मुलाक़ात मे हम देखेंगे की वह अपने विचार और उनके समाधान के साथ क्या करते हैं कृपया आप लोग शुरू करे छात्र सिद्धार्थ तो जैसा की हमने पहले ही समाधान के बारे में चर्चा की है और समाधान में क्या विशेषताएँ होनी चाहिए इस बारे मे भी चर्चा की हैं अब हम अपने विचारों के द्वारा कुछ बुनियादी मान्यताओं के साथ यहाँ मौज़ूद है जो हम सोचते है या जैसी स्थितियों को हम किसी भी कक्षा मे घटित होता पाते हैं अब मैं मान्यताओं के बारे मे बताने से शुरुआत करुंगा तो हमारा सबसे पहला अनुमान यह था की हम ये मान के चल रहे थे कि शिक्षक कक्षा में जो पढ़ाते हैं उसके लिए वह अपने नोट्स एक सॉफ्ट कॉपी के रूप मे तैयार करते हैं वह नोट्स की उसी मास्टर सॉफ्ट कॉपी से नोट्स को अपने छात्रों को साझा करते हैं हमारा दूसरा अनुमान यह था की छात्रों के पास कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या स्मार्ट डिवाइस तक किसी तरह की पहुंच होगी जहां वे हमारे इस समाधान का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और अंततः वे इसकी मदद से संपादन सहेजने और लिखने को जारी रखते हुए रिपॉजिटरी में भी अपने कार्यों को सहेज सकते हैं हमारी तीसरी धारणा यह है कि स्कूल में एक व्यवस्थापक है जो उन सभी गतिविधियों की निगरानी करेगा जो इस रिपॉजिटरी के अंदर हो रही हैं जो हम अभी विकसित करने जा रहे हैं चौथी धारणा मे हम यह मान के चल रहे थे की सभी पाठ्यपुस्तकों या विषय की पुस्तकें मूल रूप से सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध हैं ताकि उन्हें सिस्टम में अपलोड किया जा सके तो ये हमारी मूल धारणाएं थी तो अब हम चर्चा के रूप मे वास्तव में विचार मंथन करने जा रहे हैं कि यह प्रोटोटाइप कैसा होना चाहिए और हमने पहले जिन विशेषताओं पर चर्चा की है उन्हें इस प्रोटोटाइप में कैसे शामिल किया जा सकता है स्टूडेंट नितिन हम यहाँ डिज़ाइन के मूल रूप से शुरुआत करेंगे कि समाधान वास्तव में क्या हो सकता है अनिवार्य रूप से हमारे पास जो समाधान है उसे मोटे तौर पर दो वर्ग मे बाँटा जा सकता है एक है पाठ्यपुस्तके और दूसरा है नोट्स तो आइए हम एक मूल मुख पृष्ठ से शुरू करते हैं जहां हमारे पास ये दोनों पहलू एप्लिकेशन या सिस्टम मे मौजूद हैं छात्र सिद्धार्थ तो चूंकि हम यहाँ एक रिपॉजिटरी को भी विकसित कर रहे हैं और जैसा की हमने अपनी एक धारणा मे माना भी है की एक ऐसा एडमिन ज़रूरी होगा जो सभी गतिविधियों की निगरानी करेगा वही एडमिन नए छात्रों को सिस्टम में उपयोगकर्ताओं के रूप में शामिल भी करेगा जिसके लिए मूल रूप से एक लॉगिन सिस्टम और अकाउंट फीचर्स की आवश्यकता होगी इसके लिए स्टूडेंट निथिन एप्लिकेशन मे तीन घटकों स्टूडेंट सिद्धार्थ दूसरा घटक होगा नोट बुक्स स्टूडेंट निथिन हाँ बिलकुल ठीक प्रोफेसर बाला तो अब तक आपके पास क्या है स्टूडेंट निथिन हमारे पास एक एप्लिकेशन हैं जिसमे तीन घटक हैं स्टूडेंट सिद्धार्थ टेक्स्ट बुक्स नोट बुक्स और तीसरा माई अकाउंट मे लॉग इन कर सकता है स्टूडेंट निथिन क्या हमे लॉग इन पेज को अलग रखना चाहिए ताकि जैसा स्टूडेंट लॉग इन करे वैसा ही कंटैंट उसे उपलब्ध हो या सभी के लिए स्टैण्डर्ड कंटेंट ही उपलब्ध कराना ही ठीक होगा चाहे कोई कैसे भी लॉग इन करे स्टूडेंट सिद्धार्थ हाँ हम लॉगिन पेज को शुरुआत मे रख सकते हैं या इसमे डायरेक्टिंग होगा और लॉगिन के बाहर यूज़र का अपना पेज स्टूडेंट निथिन अनिवार्य रूप से आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी उपयोगकर्ता बटन होगा तो यह हमारा पहला पेज होगा स्टूडेंट सिद्धार्थ जब कोई यूज़र लॉग इन करेगा तो हमे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा स्टूडेंट निथिन तब मुझे लगता है की हमे अकाउंट टैब की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट सिद्धार्थ या फिर हम अकाउंट टैब को रहने देते है जिससे यूज़र अपना प्रोफ़ाइल कंटैंट रख सके स्टूडेंट निथिन तो मूलतः हमारे पास है टेक्स्ट बुक्स नोट बुक्स और माई अकाउंट प्रोफेसर बाला तो हम कहाँ तक पहुंचे स्टूडेंट निथिन तो हमारे पास यहाँ दो पेज़ हैं पहला पेज़ एक लॉगिन पेज़ होगा जहाँ छात्र एक उपयोगकर्ता नाम अलग से उपलब्ध होंगे जिसे उपयोगकर्ताओं संपादित कर सकेगा प्रोफेसर बाला और नोट बुक्स माफ कीजिएगा टेक्स्ट बुक्स शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी स्टूडेंट निथिन जी हाँ यह हमारी धारणा का हिस्सा था जैसा की हमने शुरुआत मे कहा था हमारी चार धारणाएँ थीं चार धारणाओ में से सबसे पहली धारणा यह थी कि टेक्स्ट बुक्स सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध होगी इसलिए टेक्स्ट बुक्स समस्या का मूल हिस्सा नहीं है जिसे हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जैसा की आपने भी कहा अभी भी यह देखना बाकी है कि क्या छात्र सक्षम होंगे टेक्स्ट बुक्स के शीर्ष पर लिखने या संपादित और क्या वो कंटैंट सभी के लिए उपलब्ध हो पाएगा प्रोफेसर बाला ओह तो आप यह सिर्फ मोबाइल एप्लिकेशन के संदर्भ मे ही सोच रहे हैं या इसको वेब तक भी बढ़ाया जा सकता है स्टूडेंट निथिन जी हाँ यह एक वेब के साथ साथ एक मोबाइल एप्लिकेशन भी हो सकता है प्रोफेसर बाला ओके स्टूडेंट सिद्धार्थ तो अब हमारे पास लॉगिन पेज और सिस्टम का पहला होमपेज है या यों कहे की मूल रूप से रिपॉजिटरी या सिस्टम का पहला होमपेज जिसे हमें विकसित करना है स्टूडेंट सिद्धार्थ चूंकि हमने यह माना है कि छात्राओं के पास पहले से ही नोट्स उपलब्ध होंगे जो कि उनके साथ पहले साझा किए जा चुके हैं सो अब हमे यह करना है की स्टूडेंट निथिन जब छात्र सिस्टम करे तब सभी शिक्षकों से था सभी विषयों की जो मास्टर कॉपी एडमिन ने एकत्रित की हैं वो सब छात्रों को उपलब्ध हो स्टूडेंट सिद्धार्थ और वही बुक्स के तौर पर वहाँ सभी छात्रों को उपलब्ध होंगी स्टूडेंट निथिन तो इसलिए जो टाइल अभी आप बना रहे हैं वे कुछ और नहीं बल्कि प्रत्येक विषय के लिए बुक हैं सर इस नेविगेशन में अगला पेज तब ओपेन होगा जब उपयोगकर्ता नोटबुक टैब या नोटबुक पेज पर क्लिक करेगा तो उसके बाद पेज दर पेज खुल सकेंगे जहां आपको हर विषय के नोट्स और मास्टर कॉपी उपलब्ध होगी हमारी धारणा के आधार पर शिक्षक से एकत्र की जाने वाली प्रत्येक विषय के लिए मास्टर कॉपी इन टैब में उपलब्ध होगी प्रोफेसर बाला तो शिक्षकों का कार्य अपलोड करना हुआ स्टूडेंट निथिन नहीं सर यह काम एडमिन का होगा एडमिन या तो शिक्षक से सामग्री एकत्र करेगा या फिर छात्र से जिसे सभी विषयों की मास्टर कॉपी बनानी होगी प्रोफेसर बाला तो आपके क्षेत्र परीक्षणों मुख्य रूप से छात्र होंगे शिक्षक होंगे या कौन होगा प्राथमिक सब्जेक्ट आपके फील्ड टेस्ट्स के लिए स्टूडेंट निथिन मुझे लगता है कि हमारे यूज़र भी छात्र ही होंगे लेकिन हमारी धारणा को परखने के लिए कि क्या शिक्षक नोट्स के रिकॉर्ड बनाए रखते हैं जो की इस प्रणाली का आधार भी है हमें संभवतः हमारे शिक्षकों के साथ इसकी जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि मूल रूप से तो शिक्षक ही प्रत्येक विषय के लिए नोट्स बना रहा है प्रोफेसर बाला तो क्या आप एक से ज्यादा प्रोटोटाइप तैयार करेंगे कॉलेज के लिए एक और एक स्कूल के लिए स्टूडेंट निथिन जी हाँ सर मेरे हिसाब से हम कर सकते हैं अभी तो यह हम स्कूल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं लेकिन हम एक कॉलेज के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं प्रोफेसर बाला ओके स्टूडेंट सिद्धार्थ अब हमारे पास नोट बुक्स के लिए पेज हैं स्टूडेंट निथिन हां टेक्स्ट बुक्स के लिए भी ठीक इसी तरह का आर्किटेक्चर होगा स्टूडेंट सिद्धार्थ हां और नोट बुक्स मे भी हमें एक नया नोट शामिल करना होगा प्रोफेसर बाला तो आप इसे उन सभी विशेषताओं की सूची के साथ जाँचना चाहते जो आपके पास हैं साथ ही यह भी यह सब विशेषताएँ आपके प्रोटोटाइप में शामिल हों मुख्य रूप से सारी धारणाएँ और सारी विशेषताएँ मुझे लगता है कि मैं देख सकता हूँ कि यह एक के बाद एक कवर किया गया है लेकिन मूल्यांकन भाग और निरंतर मूल्यांकन मुश्किल होने वाला है जब आप उसे इसमें सम्मिलित करने के की कोशिश करेंगे स्टूडेंट निथिन ठीक है तो क्या मूल्यांकन को हमें समाधान के भाग के रूप में रखना चाहिए या फिर हम इसे समाधान से बाहर रख सकते हैं प्रोफेसर बाला आपने इसे एक विशेषता के रूप में रखा था क्योंकि मूल्यांकन को आपने एक ऐसी चीज़ के रूप में देखा था जो छात्रों को नोट्स साझा करने के लिए प्रेरित करती हैं और जिसे आप टेस्ट भी करना चाहते थे और सही भी पाया था की छात्र को प्रेरित करना ज़रूरी है जिससे वो अपने नोट्स साझा करें स्टूडेंट निथिन मुझे लगता है कि हम इसे अपनी धारणा के भाग के रूप में भी जोड़ सकते हैं क्या इस प्रणाली के तहत निरंतर मूल्यांकन छात्रों को प्रेरित करेगा मेरे अनुमान से यह एक धारणा है जिसे हमने माना था प्रोफेसर बाला एकदम ठीक आप इसे रहने भी दे सकते हैं अक्सर छात्र इसे सबके भले के लिए करते हैं वे ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें इनाम की आवश्यकता होती है शायद हम इस प्रणाली को शामिल करते हैं तो स्टूडेंट सिद्धार्थ अब हमारे पास एक नया नोट करने वाला पेज होगा यह वो मौजूदा होगा नोट्स होंगे जिन्हे एडमिन ने पहले ही सिस्टम मे डाल रखा है हमे यहाँ दो चीजें बनानी हैं उनमे से एक है प्रत्येक नोट बुक को खोलना जिन्हे एडमिन ने पहले ही सिस्टम मे डाल दी है और दूसरा नए नोट लेने की व्यवस्था जो एक उपयोगकर्ता करना चाहता है स्टूडेंट निथिन अब अगर कोई उपयोगकर्ता नए कंटैंट को जोड़ना चाहता है जिसे कि हमने इस आइकन होगा चाहिए चाहे वो JPEG हो या कोई और प्रारूप हमें इसे समायोजित करने में सक्षम होना चाहिए स्टूडेंट सिद्धार्थ तो फिर हमें इन सभी के लिए एक फ़ाइल मैनेजर की आवश्यकता होगी तब हमारे पास दस्तावेज़ों के सभी विभिन्न स्वरूपों के प्रबंधन का एक और विकल्प भी मौजूद होगा स्टूडेंट निथिन या फिर यह माई अकाउंट का हिस्सा हो सकता है फ़ाइल मैनेजर नंबर के साथ स्टूडेंट सिद्धार्थ फ़ाइल मैनेजर अलग है अकाउंट छात्र की रूपरेखा रखेगा स्टूडेंट निथिन ठीक है लेकिन जो गतिविधि एक छात्र को अनिवार्य रूप से करनी होगी जब वो किसी कंटैंट को सिस्टम मे एंटर होगी स्टूडेंट सिद्धार्थ माफ करना मैं समझा नहीं स्टूडेंट निथिन कल्पना करें कि छात्र कुछ कंटैंट अपलोड करना चाहता है उन नोट्स से जो वो अपनी नोट बुक मे पहले नोट कर चुका है तो जैसे हम इस एप्लिकेशन को विकसित करना चाह रहे है छात्र के लिए अपलोड करने की दोनों प्रक्रिया समान होंगी या नहीं क्योंकि छात्र आखिरकार कर तो अपलोड ही रहा है स्टूडेंट सिद्धार्थ फ़ाइल मैनेजर भी हो सकती है स्टूडेंट निथिन ठीक है तो जो आप कह रहे हैं पर फिर भी मेरा सवाल वही है की अगर कोई छात्र किसी विषय मे कंटैंट प्रदान करना चाहता है या पहले से कागज़ पर लिखे अपने नोट्स की इमेज होगी कि नहीं क्या वो इस कंटैंट को मास्टर कि तरह अपलोड या अपडेट करने मे इस्तेमाल कर सकेगा स्टूडेंट सिद्धार्थ नहीं इस भ्रम को दूर करने के लिए हम यह कर सकते है ही हर पेज पर दो बटन दे सकते हैं स्टूडेंट निथिन मैं क्या सोच रहा था कि आपने जो वो एक प्लस आइकॉन क्या होगा क्योंकि मूल रूप से यह एक अपलोड क्रिया ही होगी क्या मैं सही कह रहा हूँ स्टूडेंट सिद्धार्थ यह अपलोड कर के एक नोट बनाने कि तरह ही होगा यह एक नया नोट बनाना ही हुआ मैं जो सोच रहा था जो एक दम से मेरे दिमाग मे आया कि हम क्या करते है की यहाँ दो बटन देते हैं और जब मैं अपलोड बटन पर क्लिक करुंगा तो एक पेज रिपॉजिटरी का विकल्प होगा जिससे की जैसे ही मैं डाउन एरो पर क्लिक करूँ रिपॉजिटरी में वो पेज ओपेन होना चाहिए जहाँ सभी डाउनलोड करने योग्य कंटेंट जिसे मैं एक्सेस करने में सक्षम हूं मौजूद हो जिससे की मैं चुन सकूँ जो मैं डौन्लोड करना चाहता हूँ वो भी सिर्फ एक डाउनलोड क्लिक पर स्टूडेंट निथिन तो जो आपने अभी कहा उस हिसाब से यह विरोधाभास करना चाहते हैं तो क्या कुछ ऐसा है जो आपके डाउनलोड टैब में अलग है जो टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक में उपलब्ध नहीं है स्टूडेंट सिद्धार्थ मूलतः हमारे पास विभिन्न विषयों के छात्र हो सकते हैं सोच के देखिये स्नातक से केवल अपनी टेक्स्ट बुक्स को ही डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी तब वहीं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी वही रिपॉजिटरी का उपयोग करता है लेकिन उसके पास टेक्स्ट बुक्स के अलग अलग सेट आते हैं स्टूडेंट निथिन तो क्या मैं सही समझ रहा हूँ की मूल रूप से यह दूसरा पेज जो हमने बनाया है वह व्यक्तिगत कंटैंट शामिल किए होगा तो यूज़र के बारे मे आप बात कर रहे थे वह टैब पुराना कंटैंट प्रदान करेगा जिससे वह यूज़र उस कंटैंट तक पहुँच बना सके जहाँ से वह कंटैंट को डाउनलोड कर सकता है अपलोड भी कर सकता है स्टूडेंट सिद्धार्थ तो यह काफी हद तक DC की तरह काम करेगा जहां व्यवस्थापक ही कंटैंट डालता है प्रोफेसर बाला यह DC क्या है स्टूडेंट सिद्धार्थ DC एक इंट्रानेट रिपॉजिटरी है जो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट अपने यहाँ शामिल करते हैं जहाँ सारे स्टूडेंट्स इस DC पर ऑनलाइन जा सकते है और अपने कंटैंट जैसे कि मूवीस डॉक्युमेंट्स कुछ भी अपलोड कर सकते हैं जैसे कि अगर हम चारों आपस मे DC से जुड़े हुए हो और हम अपनी फ़ाइल शेयर करते हो जैसे की मेरे पास सौ से अधिक मूवीस हैं इनके पास सौ से अधिक बुक्स हैं उनके पास कुछ और कंटैंट है तो वो हम आपस मे शेयर कर सकते हैं तो मैं DC पर जा कर अपनी सारी फ़ाइल उस पर अपलोड कर कर सकता हूँ जिससे मैं अपने सिस्टम को खाली कर सकता हूँ सारी फ़ाइल रिपॉजिटरी मे रहेंगी मैं जब जो चाहूँ वहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ और हम सिर्फ चारों ही नहीं जो भी लोग सिस्टम से जुड़े हुए है वो वहाँ से फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं इसलिए यह DC एक रिपॉजिटरी की तरह है प्रोफेसर बाला ओके स्टूडेंट निथिन तो इसलिए जब आप कंटैंट डाउनलोड कर रहे हो तो संभवतः एक नेविगेशन का होना ज़रूरी है जैसे ही उस कंटैंट को डाउनलोड किया जाता है तब वह किस विशेष टैब में जाएगा मेरा मतलब फ़ाइल ऑर्गनाइजेशन से है जैसा की अगर मेरे पास N नंबर फ़ाइल का कंटैंट डाउनलोड के लिए उपलब्ध है जिसे मैं डाउनलोड कर के या तो टेक्स्ट बुक कंटैंट मे या अपने व्यक्तिगत नोट कंटैंट के तौर पर रखता हूँ तो इसलिए एक प्रवाह होना चाहिए जहां से डाउनलोड किए गए कंटैंट को संबंधित में रूट किया जाना चाहिए स्टूडेंट सिद्धार्थ तो इसलिए ही हम फ़ाइल मैनेजर का उपयोग कर रहे हैं यदि मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूं और किसी भी कंटैंट को डाउनलोड करने के लिए रिपॉजिटरी को खोलता हूं तो मेरे फाइल मैनेजर के अंदर एक और फ़ोल्डर होगा जो डाउनलोड नाम से होगा डिफ़ॉल्ट रूप से सभी डाउनलोड उस फ़ोल्डर में जाएंगे स्टूडेंट निथिन ओके तो वहाँ से आप इसे कर सकते हैं स्टूडेंट सिद्धार्थ वहां से मैं उस फ़ाइल को अपनी आवश्यकता अनुसार स्थानांतरित कर सकता हूं तो इस तरह यह अपलोड हो जाएगा और यह डाउनलोड हो जाएगा और हमें अपने सिस्टम के लिए DC जैसी हमारी रिपॉजिटरी का प्रोटोटाइप बनाने की भी आवश्यकता है जहां एडमिन का डाउनलोड और अपलोड होगा प्रोफेसर बाला जिन धारणाएँ या मान्यताओं का आपने उल्लेख किया है यदि आप कुछ भी कर के उन्हें मान्य कर पाएँ तो यह आपकी मान्यताओं को परखने का ढाँचा मात्र होगा और अपने अगले चरण मे आप लोगों से इस प्रोटोटाइप को रुबुरु करा के इसको एक संपूर्ण सिस्टम मे तब्दील कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि हम लोगों से इसलिए नहीं मिल रहे की हम एक पूर्ण प्रणाली बना सके और देख सके कि यह कैसे काम करता है यह हमारा उद्देश्य नहीं है आप कई चरण मे टेस्टिंग कर सकते हैं लेकिन हमारे पहले चरण की टेस्टिंग मे हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है की हम जा कर यह देखें की हमारा यूज़र से सहज है स्टूडेंट निथिन एक बात और टेक्स्ट बुक्स को इस विशेष कंटैंट तक पहुंच होगी प्रोफेसर बाला ठीक है तो अब हम कहाँ हैं स्टूडेंट सिद्धार्थ सर अब हम यहाँ एक नया नोट लेने किए पेज बना रहे हैं स्टूडेंट निथिन इस पेज मे अनिवार्य रूप से आपके पास तीन विशेषताएँ होंगी तो पेज कि शुरुआत उस मौजूदा कंटैंट से होगी जो किसी विषय का आपके पास है आपके पास उस विषय के कंटैंट को संपादित करने का विकल्प होगा और आपको उस संपादित कंटैंट को सिर्फ अपने लिए सहेजने का भी विकल्प होगा अगर आप कंटैंट की मास्टर कॉपी तैयार करने वाले एडमिन के साथ कंटैंट साझा करने का विकल्प चुनते है तो यह यह भी आप कर सकेंगे तो इस तरह इस नोट लेने वाले पेज पर तीन विशेषताएँ होंगी नया पेज ओपेन करने पर रिक्त होगा स्टूडेंट सिद्धार्थ तो अब हमारे पास लॉगिन पेज होम पेज और नोट बुक पेज है स्टूडेंट निथिन टेक्स्ट बुक्स के लिए पेज नए नोट लेने के लिए एक अलग पेज हमने सभी विशेषताओं को कवर कर लिया है साथ ही साथ अपलोड और डाउनलोड का विकल्प भी मौजूद होगा जहाँ छात्र संपूर्ण रिपॉजिटरी देख सकेंगे अभी तक अनिवार्य रूप से ऐसी सुविधा हमारे यूज़र को उपलब्ध नहीं है लेकिन यह सिस्टम से संबंधित प्रशासनिक गतिविधि का हिस्सा है तो क्या हमें इसे भी प्रोटोटाइप करना होगा या नहीं प्रोफेसर बाला जब आप अपने लक्षित दर्शकों के पास जाएँगे जैसे की मान लीजिए कि आप इसे किसी एडमिन और शिक्षक एक ही व्यक्ति हो क्योंकि मेरी परिकल्पना मे यह एक संभावना हो सकती है और मेरे केस मे यह निश्चित रूप से एक संभावना होगी स्टूडेंट निथिन मुझे नहीं लगता कि एडमिन के शिक्षक होने में कोई भी समस्या होगी प्रोफेसर बाला और अगर शिक्षक एडमिन हुआ तो स्टूडेंट सिद्धार्थ यह सब उनके खाते के विवरण लॉगिन विवरण के संबंध में अलग अलग होगा तो अगर एक शिक्षक को ही एडमिन की भूमिका सौंपी जाती है तो वो शिक्षक अलग विवरण से एडमिन के तौर पर लॉगिन कर सकता है और वह एक शिक्षक के रूप में भी प्रवेश कर सकता है प्रोफेसर बाला तो इसके लिए अलग अलग लॉगिन होंगे स्टूडेंट निथिन या फिर शायद एक ही लॉगिन हो जिस लॉगिन से एडमिन तथा शिक्षक दोनों रूप मे पहुंच हो सके प्रोफेसर बाला यह काफी सुविधाजनक होगा क्योंकि मुझे भी लॉगिन स्विच करने से नफरत है यह काफी दिक्कत वाला काम होता है स्टूडेंट निथिन बिलकुल ठीक कहा आपने स्टूडेंट सिद्धार्थ तो हमारे पास अब पाँच मूल पेज है जो की स्टूडेंट निथिन सर मुझे लगता है कि संरचना लगभग निर्धारित है प्रोफेसर बाला ओके स्टूडेंट निथिन तो हमने अनिवार्य रूप से पांच पेज को डिज़ाइन किया है पहला पेज एक लॉगिन पेज होगा जहाँ यूज़र छात्र या फिर शिक्षक लॉग इन कर सकते हैं एक बार लॉगिन मान्य होने के बाद आप एक होमपेज पर जाते हैं जहाँ हमारे पास मूल रूप से चार विकल्प होंगे उनमें से एक होगा टेक्स्ट बुक्स दूसरा होगा नोटबुक तीसरा विकल्प एक फ़ाइल मैनेजर होगा और चौथा माई अकाउंट होगा उसके ऊपर आपके पास एक अपलोड और एक डाउनलोड टैब भी होगा अब मैं आपको सिर्फ यह बताता हूं कि सभी विशेषताएँ क्या हैं टेक्स्ट बुक एप्लिकेशन के अंदर टेक्स्ट बुक टैब पर छात्रों को टेक्स्ट बुक्स की सभी सूची तक पहुंच होगी जो अनिवार्य रूप से उसके कंटैंट के अनुसार सहेजी गई हैं छात्र वहाँ अपनी सभी टेक्स्ट बुक्स कंटैंट को व्यवस्थित कर सकता है यदि वह नोटबुक टैब पर क्लिक करता है तो उसके पास उसकी सभी नोट कंटैंट होगी जो अनिवार्य रूप से मास्टर कंटैंट ही होगी जो एडमिन ने या तो शिक्षक से प्राप्त की है या किसी छात्र से ऐसा हमने माना भी है की शिक्षक यह कंटैंट एडमिन को उपलब्ध कराएँगे इस तरह मास्टर कंटैंट इस यूज़र के द्वारा अनिवार्य रूप से कई विषयों में व्यवस्थित की जाएगी तो टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक में यह उपलब्ध होगा इसके अलावा हमारे पास होमपेज पर दो बटन और भी हैं एक अपलोड बटन और दूसरा डाउनलोड बटन छात्र अपलोड बटन से कोई भी नया नोट या नया कंटैंट चाहे वो किसी भी फ़ाइल प्रारूप मे हो अपलोड टैब से रिपॉजिटरी मे अपलोड कर सकता है इसी तरह से डाउनलोड टैब में जो भी कंटैंट उपलब्ध होगा चाहे वो किसी भी दस्तावेज़ प्रारूप मे हो इस एप्लिकेशन में डाउनलोड किया जा सकेगा इसके अलावा माई अकाउंट और फ़ाइल मैनेजर टैब भी होगा जो मूल रूप से उनके द्वारा अपलोड किए गए सभी कंटैंट तथा उनके द्वारा डाउनलोड किए गए सभी कंटैंट और इस एप्लिकेशन की अन्य सभी विशेषताओं पर नज़र रखेगा प्रोफेसर बाला ओके तो हमने यहाँ अपनी आंखों के सामने एक प्रोटोटाइप का निर्माण देखा मुझे लगाता है कि ऐसा डेमो की स्थिति को हल कर पाएगी या नहीं हमारे पास पहले चरण में क्या मानदंड थे और उन्होंने ही इसे एक प्रोटोटाइप का रूप दिया प्रोटोटाइप बिल्डिंग मान्यताओं का परीक्षण करना है जैसे की एक नयी धारणा को धारणाओं की सूची में जोड़ा गया थावे अब इन मान्यताओं का परीक्षण करने के लिए क्षेत्र में जाने वाले हैं एक और बिंदु जो मैं इंगित करना चाहता हूं उनके पास अब एक ही प्रणाली के तीन संभावित यूज़र हैं तो सबसे पहले आप यह तय कर सकते हैं की आपको क्या लगता है कि इसमें से सबसे महत्वपूर्ण हितधारक होगा और फिर आप अपनी धारणाओं के हिसाब से उनके लिए एक प्रोटोटाइप का निर्माण कर सकते हैं इस मामले में एडमिन एक माध्यमिक ग्राहक द्वितीयक उपयोगकर्ता या ऐप बिल्डिंग का अनुभव नहीं है बस शौक या हॉबी जितना है लेकिन वे अपनी पसंद के सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं आप भी अपने पास मौजूद सामान का उपयोग कर सकते हैं आप भी अपनी पसंद के सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं कुछ भी फैंसी होने की आवश्यकता नहीं है मूल आधार उन उपयोगकर्ताओं के साथ क्षेत्र पर विचार का परीक्षण करना है जो भविष्य में संभावित रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं यह एक पुनरावृत्त प्रक्रिया परीक्षण कैसे होता हैं और अब हम आपको अपने अंतिम उत्पाद प्रोटोटाइप जो हमारे पास हैं उसके स्क्रीन शॉट दिखाएँगे अपना ख्याल रखना